आप सभी को नमस्ते मैं बहुत खुश हूं कि हम इस पाठ्यक्रम के अंतिम 40 वी व्याख्यान में प्रवेश कर रहे हैं इसलिए पिछले 2 महीनों से नियमित रूप से हम मिल रहे थे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको व्याख्यान और उसी के साथ असाइनमेंट आपके सीखने की प्रक्रिया हेतु उपयोगी होंगे अब यह एक अंतिम व्याख्यान है अब तक आपने पाठ्यक्रम में जो कुछ भी सीखा है अब हम उस पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे आपकी अध्ययन प्रक्रिया को सक्षम बनाने के लिए हम और क्या अच्छे से अच्छा कर सकते हैं उसी के साथ भविष्य में सीखने के लिए कौन कौन से मार्ग हो सकते हैं इस बारे में भी सोचेंगे मुझे पता है कि यहां पर विभिन्न प्रकार के छात्रों या प्रतिभागियों का संगम है क्योंकि इस पाठ्यक्रम में विभिन्न संकाय के छात्रों का पंजीकरण है आप में से कुछ इंजीनियरिंग के छात्र हैं कुछ प्रबंधन के कुछ गैर वाणिज्य के छात्र जैसे कला या विज्ञान और कुछ छात्र वाणिज्य से हैं आप में से कुछ उद्यमी या ग्रहणी इत्यादि भी है तो यह समाज के लगभग सभी लोगों के लिए उपयोगी होने वाला है यदि आपके पास लेखांकन का बुनियादी ज्ञान है जिसे हमने कक्षा में चर्चा करने का प्रयास किया है इसलिए हमने इस बात पर चर्चा शुरू की है कि लेखांकन का अर्थ क्या होता है

पहला वाला कैश फ्लो के लिए समायोजन आ करते हैं जो गैर नगदी प्रकृति के हैं तो गैर नगद आइटम क्या है तो हम यहां मूल्यह्रास की राशि जोड़ देंगे उसी प्रकार से किसी ऐसी विशेष राशि को जोड़ दिया जाएगा जिसका अपलेखन किया गया है और जो गैर नगद प्रकृति के हो अब हम मूल्यह्रास क्यों जोड़ते हैं मुझे लगता है कि आप सभी जानते हैं लेकिन मैं सिर्फ इसलिए पुनरावृति कर रहा हूं ताकि आप भ्रमित ना हो एक तरफ जब हम लाभ और हानि खाता तैयार करते हैं तो हम मूल्य रास में कटौती करते हैं लेकिन नकदी प्रवाह में हम मूल्यह्रास जोड़ते हैं क्या कारण हैं क्योंकि यह एक गैर नगद खर्च है और हमने इसके लिए कोई नगद भुगतान नहीं किया है लेकिन इसे मुनाफे या PBT की गणना करने के लिए घटाया गया है इसलिए यहां हम क्या करते हैं

उदाहरण के लिए यदि कोई शेयर स्वैप के रूप में दिखाया जाएगा इसी तरह और बहुत सारे लेन देन है जैसे कि हमारे लिए किसी बैंक का बकाया कर्ज है जिसका भुगतान बैंक को करना है लेकिन कर्ज की राशि का भुगतान करने के बजाय हमने शेयर जारी किए हैं इसलिए हमारे पूंजीगत संतुलन में वृद्धि हुई है और किसी भी नकदी को शामिल किए बिना कर्ज संतुलन कम हो गया है फिर से यह एक गैर नगद लेनदेन बन जाता है हम इसे रोक प्रवाह में नहीं दिखाएंगे लेकिन हम इसे फुटनोट के रूप में दिखाएंगे क्या आपको यह समझ गया है

और विभिन्न कंपनियों द्वारा उन्हें कैसे लागू किया जाता है